आपदा बहाली और बेहतर निर्माण की व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है मेरा नाम राम सतीश है मैं वास्तुकला और योजना विभाग आई आई टी रुड़की में एक सहायक प्रोफेसर हूं आज हम नेपाल में रिकवरी के मामले में बेहतर पूर्णनिर्माण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं इसलिए आज मैं आपसे जो भी चर्चा करने जा रहा हूंयह दक्षिण एशियाई आपदा विवरण से होगा जो 2016 में प्रकाशित हुई थी और ये बी बी बी के बारे में यानी बेहतर पूर्ण निर्माण के बारे में है और अलग अलग केस स्टडी विभिन्न पाठों का उत्पादन करने में कैसे सक्षम हैं हम क्या वापस ले सकते हैं और हम इससे कैसे सीख सकते हैं क्योंकि हर आपदा अनुभव हमें भविष्य के लिए कुछ सबक प्रदान करता है तो यह दुर्योग निवार्ण सचिवालय द्वारा प्रकाशित किया गया है और यह एक विषय के रूप में बिल्ड बैक बेहतर अवधारणा के बारे में है और कैसे इसे विभिन्न आपदा संदर्भों के दक्षिण एशियाई क्षेत्र में लागू किया गया है इसलिए उन्होंने 2015 में नेपाल में भूकंप और 2014 में श्रीलंका में मीरियाबेद्दा भूस्खलन भारतीय भूगोल से उत्तराखंड बाढ़ चक्रवात फीलिन और चक्रवात हुदहुद और 2013 में बांग्लादेश में साइक्लोन 2007 और 2011 के सिड्र और आइला और पाकिस्तान में 2012 और 2013 में मानसून के बारे में चर्चा की है इसलिए यदि आप इसे 2007 से 2015 तक देखें तो लगभग 7 से 8 साल तक हम दक्षिण एशियाई संदर्भ में विभिन्न प्रकार की आपदाओं को देख सकते हैं विभिन्न देशों पाकिस्तान श्रीलंका भारत बांग्लादेश और नेपाल से हम कुछ समानताएं साझा करते हैं केवल सांस्कृतिक पहलू से नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक संदर्भ में हम इसकी स्थापना कर सकते हैं इसलिए नीदरलैंड में जो कुछ हो रहा है उसकी तुलना करने के बजाय समान भौगोलिक संदर्भों में समान संवेदनशील संदर्भ में और समान विकास के संदर्भ में यह देखना अच्छा है कि कैसे इस बेहतर पूर्ण निर्माण के दृष्टिकोणों को अपनाया गया है और बेहतर निर्माण की चुनौतियां क्या हैं और क्या यह एक संस्थागत और कानूनी स्तर की चुनौती है इसलिए इन सभी चीजों के बारे में चर्चा की जाएगी इसलिए आज इस व्याख्यान में हम नेपाल में आए भूकंप की रिकवरी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो अप्रैल 2015 में आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले कुछ घटनाएँ हुई हैं जो दिल्ली के स्कूल ऑफ़ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में हुई नई दिल्ली भी इसका हिस्सा रही है और शुरू में इस रिपोर्ट में बेहतर पूर्ण निर्माण की समानता और असमानताओं के शब्दावली के बारे में चर्चा की गई थी बेहतर पूर्ण निर्माण की धारणा के बारे में चर्चा की गई थी इसलिए उन्होंने कुछ शब्दों को बदलने की कोशिश की और वे आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि इनमें से प्रत्येक शब्दावली किस प्रकार संदर्भित होती है नंबर एक यह बेहतर पूर्ण निर्माण के लिए आधारभूत स्थितियों को संदर्भित करता है जो एक आपदा के साथ या उसके बिना एक नियमित निर्माण अभ्यास है उदाहरण के लिए अगर हमारे पास निर्माण का अभ्यास नहीं है जो डी आर आर के गुणों पर ध्यान केंद्रित करता है या फिर तन्यता के गुणों पर तो हम आपदा के बाद रात भर अभ्यास को चालू करने की उम्मीद कर सकते हैं इसलिए यह पहली अवधारणा है जबकि यह बेहतर पूर्ण निर्माण के लिए तात्कालिकता की भावना के बारे में बात करता है तो यह एक आपदा की स्थिति में है कल्पना कीजिए अगर हम बेहतर तरीके से निर्माण के बहाने इसे बहुत धीरे धीरे करते हैं तो यह समुदाय के तन्यता से भी समझौता करेगा और धीमी प्रक्रिया भी समुदाय के धैर्य से समझौता करेगी और यह वह जगह है जहां दूसरी अवधारणा काम कर रही है तीसरी अवधारणा जो बेहतर पूर्ण निर्माण के बारे में बेहतर बात कर रही है वह हमारे पूरे पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण विषय में से एक है बुनियादी ढांचे का निर्माण सिर्फ भौतिक अर्थों में नहीं किया जाता हम आवास स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण करते हैं यह सिर्फ भौतिक अर्थ में नहीं है लेकिन हम अधिक संपूर्ण अर्थों में सामाजिक आयामों को शामिल करते हुए क्षमताओं का निर्माण कैसे कर सकते हैं हम कैसे विश्वास का निर्माण कर सकते हैं हम विश्वास प्रणालियों को कैसे विकसित कर सकते हैं हम सहयोग और साझेदारी को कैसे विकसित कर सकते हैं हम सामाजिक आय को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं तो अगर हम इन सब को साझेदारी में देखते हैं और सिर्फ भौतिक अर्थ नहीं देखते हैं तो हमें इसके अलावा सभी सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं को समग्र अर्थ में लागू करने की आवश्यकता है यही वह जगह है जहां हम बेहतर पूर्ण निर्माण के बारे में बात करते हैं यह 2004 की सुनामी के बाद न केवल एक विषय के रूप में बल्कि बहुराष्ट्रीय बहाली प्रभाव के दौरान एक रूपरेखा के रूप में उभरा क्योंकि प्रत्येक देश आपदा बहाली के लिए प्रयास कर रहा है इसका आशय यह है कि हमें पुनर्निर्माण बहाली के लिए समग्र दृष्टिकोण का उपयोग करना होगा और एक समुदाय की भौतिक सामाजिक आर्थिक स्थितियों को सामूहिक रूप से बनाने के लिए संबोधित करना होगा इसलिए हम केवल आवास सड़कों और बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं कर रहे हैं लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षमताओं से भी निपट रहे हैं जो इस पूरे व्यवस्था की तन्यकता में सुधार करेंगे तन्यकता किस चीज के लिए भविष्य में आने वाले झटकों और तनावों से निपटने के लिए इस व्यवस्था को न केवल आपदा के कारण बल्कि विभिन्न अन्य आलोचनीय पहलुओं के साथ भी लगाया गया है जैसे यह एक बाजार का मुद्दा हो सकता है यह एक राजनीतिक संकट हो सकता है यह एक युद्ध हो सकता है इसलिए हम उन्हें कैसे तैयार करें ताकि वे इसका सामना कर सकें इसलिए हम इसे बी बी बी के रूप में यानी बेहतर पूर्ण निर्माण के रूप में और सेंदाई फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन जिन्हें 6 विषयों और 16 पूर्वापेक्षाएँ के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है जिसके बारे में हम पहले पाठ्यक्रम में चर्चा चुके है क्योंकि तन्यकता को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को इन 16 पूर्वापेक्षाओं को संबोधित करने के लिए कुछ कार्य योजनाओं को शामिल करना होगा और इनको विभिन्न विषयों में वर्गीकृत किया जाएगा नंबर एक सरकार है जब हम सरकार के पहलू के बारे में बात करते हैं तो यह पर्याप्त राष्ट्रीय स्तर के कानूनों के बारे में बात करता है आप जानते हैं कि नियामक तंत्र और बिल्डिंग कोड को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है आपदा प्रतिरोधी पहलू के मामले में और जब हम भूमि उपयोग योजना संस्थानों और कोड के बारे में बात करते हैं तो यह वह जगह है जहां यह समान जोखिम और भेद्यता मूल्यांकन प्रक्रियाओं की समान समझ को संबोधित करता है फिर दूसरा हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं और यह वह जगह है जहाँ हम बीमा और अन्य सार्वजनिक निजी वित्त निर्माण जोखिमों के बारे में बात करते हैं क्योंकि निर्माण के लिए वित्त कौन प्रदान करेगा और कितने चरणों में करेगा जैसे विभिन्न मामलों में हमने अर्जेंटीना के बारे में चर्चा की कैसे विभिन्न संगठनों से चार कैफे फंड का उपयोग किया गया है जबकि सार्वजनिक और निजी भागीदारी एक साथ आ रही हैं और कैसे जरूरतमंद बुनियादी ढांचे और व्यापार तन्यकता के लिए समर्थन करते हैं फिर तीसरा पहलू पारिस्थितिकी है और यह वह जगह है जहां प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण आता है आपदाओं से आवासों की रक्षा के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है तो यह वह जगह है जहाँ भूमि क्षरण को रोकने के उपाय और भूमि के उपयोग की योजना बनाई जाती है हम प्रभावों को कैसे उलट सकते हैं और कैसे हम प्रकृति को वापस ला सकते हैं तो ये सभी इस सेंडाइ फ्रेमवर्क की सर्वसम्मति का हिस्सा हैं सुरक्षा जाल और आवश्यक सेवाएं इसलिए यह स्वास्थ्य देखभाल एचआईवी मातृ स्वास्थ्य खाद्य सुरक्षा पोषण और आवास के बारे में बात करता हैं और क्यों हम सुरक्षा जाल और स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इनमें से अधिकांश प्रभावित गरीब हैं जिनके पास स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के लिए चिकित्सा सुविधाएं सीमित है और उनके पास आश्रय की पहुंच भी सीमित है तो यह वह जगह है जहां हमें उस गरीबी के पहलू को भी संबोधित करने की जरूरत है जिससे उन्हें बुनियादी जरूरतें और आवश्यक सेवाएं मिल सकें और यह वह जगह है जहां हम कमजोर समूहों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें विशेष आवश्यकताएं हैं जैसे एचआईवी पुरानी बीमारियां या यहां तक कि बुजुर्ग लोग जो अपनी आजीविका का सामना करने में असमर्थ हैं और कुछ लोग जो तनाव और झटके से निपटने में असमर्थ हैं इसलिए वे कौन लोग हैं बहुत सारे उदाहरणों में लोग इन आपदाओं के कारण विभिन्न स्थानों पर चले जाते हैं और वहां बसने की कोशिश करते हैं और यह वह जगह है जहां हमें इमारत और भूमि के उपयोग के बारे में बात करने की आवश्यकता है अनौपचारिक बस्तियों में संभव के लिए कोड की आवश्यकता है तो यह दक्षिण एशियाई आपदा रिपोर्ट है इसका क्या उद्देश्य है क्या इसका लक्ष्य इन 4 पहलुओं का विश्लेषण करना है पहला सेंडाई फ्रेमवर्क की बेहतर बेहतर पूर्ण निर्माण की सलाह को दक्षिण एशिया के देशों में संस्थागत संसाधन और क्षमता पहलुओं के खिलाफ कैसे रखा जाएगा दूसरा बी बी बी सिद्धांतों और अनुशंसाओं को प्रेषित करने के लिए रिकवरी और पुनर्निर्माण की मौजूदा तंत्र और प्रणालियों की क्षमता और अभिरुचि सेंडर ढांचे में बरकरार रखी गई है इसलिए यह मूल रूप से एक बेंचमार्क की तरह है कि कैसे मौजूदा तंत्र बी बी बी सिद्धांतों के लिए आगे स्थापित करने में सक्षम हैं परिचालन में पूंजी विकास एजेंटों और अन्य रुचि समूहों की भूमिका के बारे में बात कर रहा है कि ये अलग अलग पूंजी और विकास एजेंट कैसे निर्माण को बेहतर वितरित संचालित और व्यवस्थित करने में सक्षम है फिर अंतिम एक यह है कि दक्षिण एशिया में प्रचलित संस्थागत नीति और राजनीतिक हित परिदृश्यों के संबंध में बी बी बी की सलाह कितनी सार्थक हैं इसलिए नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका उत्तराखंड और भारतीय संदर्भ के साथ ही हुदहुद चक्रवात और पाकिस्तान सहित इन सभी पर विभिन्न मामलों में चर्चा की गई है तो आज हम नेपाल भूकंप के बारे में चर्चा करेंगे नेपाल में अप्रैल 2015 में एक बड़ा भूकंप 76 रिक्टर पैमाने पर आया था और इसने गोरखा क्षेत्र को प्रभावित किया था और 1130 बजे इसने गोरखा क्षेत्र को क्षतिग्रस्त कर दिया है और फिर 1230 बजे 66 पैमाने पर भूकंप आया और इसके बाद फिर से इसे 16 गुना से अधिक बाद के झटके मिलते रहे 76 से लगभग 62 पर इसकी तीव्रता कम होने लगी इसलिए यह वह जगह है जहां भूकंप की घटना इस पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में हुई और बाद के झटको ने भी कई मुद्दों को जन्म दिया हम प्रभावों के सारांश में बात करते हैं कि 8896 लोगों की जान गई है और लगभग 22000 लोग घायल हुए हैं और लगभग 5 लाख निजी घर नष्ट हो गए हैं और लगभग दो लाख निजी घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं सरकारी भवनों लगभग 2656 सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचा है और साथ ही साथ सरकारी इमारतें जो 3000 से अधिक क्षतिग्रस्त हुई हैं स्कूल की इमारतें और संस्थान 19000 से अधिक नष्ट हुए हैं और 11000 क्षतिग्रस्त हो गए हैं अब यदि आप भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की श्रेणियों को देखें तो सबसे भारी नुकसान गोरखा क्षेत्र में हुआ भूकंप की श्रेणियां तीन प्रकार थी कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रभाव हुआ जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और कुछ क्षेत्रों में मध्य तीव्रता से आया और कुछ क्षेत्रों में बहुत कम तीव्रता से आया विशेष रूप से गोरखा क्षेत्र बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ अब हम इस पूरी प्रक्रिया के 2 महत्वपूर्ण चरणों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें एक खोज बचाव और राहत चरण है नेपाल में आपदा प्रबंधन प्रक्रियाओं और मानक संचालन प्रक्रियाओं की एक बहुत अच्छी प्रणाली है और यह वह जगह है जहां राष्ट्रीय आपातकालीन संचालन केंद्र और जिला आपातकालीन संचालन केंद्र मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार सक्रिय हो गए हैं जिसे हम एस ओ पी कहते हैं यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो यह जिला स्तर पर राष्ट्रीय प्रणाली और स्थानीय प्रणाली के बीच संचार लाता है इसलिए यह आपदा सूचना संचार पर केंद्रित है राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक उस संचार को कैसे स्थापित करना है और प्रबंधन और विभिन्न एजेंसियों को कैसे समन्वय करना है जहां हितधारक समन्वय है और इस प्रक्रिया के दौरान सरकार ने एक तरह की एक डोर एंट्री को अपनाने की कोशिश की हैक्योंकि उन्हें सभी फंडिंग तंत्र और एनजीओ को चैनल करना है उन्हें सभी एनजीओस को भी चैनल करना है उन्हें सभी राहत कार्यों को चैनल करना है जो एक प्रकार का बाहरी विकल्प है इसलिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी पीड़ित को नहीं छोड़ा जाए और किसी को भी बार बार समर्थन न मिले क्योंकि यह किसी भी राहत चरण में बहुत आम है एक व्यक्ति जो हमेशा कुछ लाभों या कुछ आवश्यकताओ के लिए तरस रहे हैं वे उस चरण को बार बार प्राप्त करने में सक्षम हैं इसलिए वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जिसको पहले मिल चुका है उसे दोबारा ना दिया जाए तो यह एक प्रकार की समान और स्पष्ट प्रकृति होनी चाहिए और किसी को घटिया पैकेज नहीं मिलना चाहिए किसी को बहुत बेहतर तो किसी को बहुत ही घटिया पैकेज मिला है चाहे वितरण की गुणवत्ता या उत्पाद की गुणवत्ता के संदर्भ में मिला हो हमें इस पर समझौता नहीं करना चाहिए यह वह जगह है जहां एक सरकार इस तरह के चैनल में वकालत करती रहती है कि कैसे सब कुछ इस प्रक्रिया के साथ सुव्यवस्थित करना है लेकिन वास्तव में अलग अलग साझेदार संगठन हैं जिन्होंने अपने संस्थागत मानकों और निर्णयों के अनुसार विभिन्न मानकों के साथ सामान सामग्री वितरित की है जबकि कुछ अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करने का प्रयास करते हैं इसलिए जाहिर है यह एक बहुत ही समान और मानकीकृत सामग्री नहीं हो सकती है इसलिए प्रत्येक संगठन के पास जो भी संसाधन है उनके मानकों का पालन करते हैं और उनके एजेंसी मानकों या संस्थागत मानकों के अनुसार इस तरह वे उत्पादों को वितरित करने का प्रयास करते हैं लेकिन समस्या यह है कि इस विशेष प्रक्रिया को मानकीकृत नहीं किया गया है इसे मानकीकृत नहीं किया गया है क्योंकि इसे अभी तक मान्यता नहीं मिली है इसे कानूनी प्रणाली कानूनी प्रक्रियाओं में शामिल नहीं किया गया है इन राहत सामग्रियों का मानकीकृत और मानकीकरण कैसे किया जाता है और यह वह जगह है जहां पहला सबसे महत्वपूर्ण भाग आपदा प्रभावित समुदायों के लिए राहत सामग्री के मानकीकरण की आवश्यकता है इसलिए प्रत्येक एजेंसी ने अपने तरीके से काम किया है यह उनमें एक है फिर हम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में बात करते हैं हम एन डी एम ए की बात करते हैं जो फिर से तैयार प्रबंधन समिति पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें उपसमिति तैयारी प्रबंधन समिति बचाव और राहत प्रबंधन समिति पुनर्वास और पुनर्निर्माण समिति है यह समय की प्रक्रिया के साथ जा रहे है अब बचाव और राहत प्रबंधन गतिविधियों में उनके पास एक बिल है जो दिनांकित बिल के रूप में पुराना है उनके पास 1982 के एक मौजूदा प्राकृतिक आपदा राहत अधिनियम का एक अधिनियम है जिसमें इन प्रक्रियाओं को स्थापित करने और भूकंप के बाद की वर्तमान स्थितियों के पैकेज को नियमित करने की बहुत सीमित गुंजाइश है क्योंकि इसमें एक बड़े भूकंप और कुछ निश्चित परिस्थितियां हैं जिनकी मांग अधिक रही है और उन्हें संबोधित नहीं किया गया है इसलिए यह वह जगह है जहां भूकंप के बाद यह विशेष विधेयक संसद में विभिन्न चर्चाओं में रहा है अब तक इसे एक अधिनियम के रूप में तैयार नहीं किया गया है इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि इन पाठों को नीति के संदर्भ में आगे ले जाना है फिर तैयार किए गए कार्य जो आगे हमें एक कानूनी दिशा प्रदान करते हैं इसे कैसे करना है क्या करना है किस तरह से प्रक्रिया करनी है जो नवाचार और प्रक्रियाओं को स्थापित करती है फिर नेपाल में आपदाओं और विकास को कैसे जोड़ा जाए इसका बहुत दिलचस्प पहलू है उनमें से एक है एल डी आर एम पी जिसे स्थानीय आपदा जोखिम प्रबंधन योजना कहा जाता है इसलिए इस नियोजन दिशानिर्देशों के साथ राष्ट्रीय स्तर के मार्गदर्शन का स्थानीय स्तर के मार्गदर्शन में अनुवाद किया गया है इसलिए यह वास्तव में आपदाओं और विकास को जोड़ सकता है क्योंकि यदि आप 1980 के दशक में फ्रेडरिक क्यूनी के साहित्य के बारे में बात करते हैं जहां वह आपदाओं और विकास के बीच को पृथक करने के बारे में बात करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपदा और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वे प्रक्रिया का हिस्सा हैं और कुछ मामलों में उनके पास यह एल डी आर एम पी के परिषद है जो स्थानीय आपदा जोखिम प्रबंधन योजना दिशानिर्देश है लेकिन उनमें से बहुत से लोगों के पास योजना नहीं है इसलिए इस के साथ क्या करना है और यहां तक कि अगर परिषद के स्थानीय अधिकारी हैं जिनके पास योजना है और इस संदर्भ में उन्हें भी कोई पर्याप्त संसाधन प्राप्त नहीं हुआ कि संसाधनों को कैसे जुटाया जाए और क्षमताओं का निर्माण किया जाए जिसका अर्थ है कि स्थानीय नगर पालिकाओं का मार्गदर्शन करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है और स्थानीय क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसे कैसे लागू किया जाए और संसाधनों कौशल श्रम सामग्री को कैसे जुटाना है इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है और इसी तरह आपदा की तैयारियों और प्रतिक्रिया योजना पर कुछ अवलोकन किए गए हैं जो एक डी पी आर पी निर्देश है और फिर यह पैमाने पर निर्भर करता है क्योंकि यह एक बड़ा प्रभाव है जो 76 रिक्टर पैमाने पर है और जिसके बाद के भी झटके हैं और यह जो भी कानूनी दस्तावेज हैं वे अभ्यास में लागू होने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त नहीं थे क्योंकि इस विशेष परिदृश्य की चुनौतियां बहुत जटिल हैं और यह वह जगह है जहां किसी को सबक लेना है और इसे कानूनी उपकरण बनाने के लिए आगे ले जाना है हम नेपाल के पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति के बारे में बात करते हैं सबसे पहले इसने एक पोस्ट डिजास्टर रिकवरी फ्रेमवर्क को अपनाया है जिसे हम पी डी आर एफ कहते हैं तो उनके कुछ सपने हैं उनके कुछ उद्देश्य हैं पहली चीज बहाली दृष्टि और रणनीतिक उद्देश्यों की स्थापना करनी है इसलिए किसी भी ढांचे का पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि इसमें एक स्पष्ट दृष्टि और एक रणनीतिक उद्देश्य की नीति चाहिए जो पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक है बहाली और पुनर्निर्माण के लिए संस्थागत ढांचा भी है इसलिए संस्थागत स्थापना के माध्यम से कैसे एक प्रबंधन प्रक्रिया की वकालत की जा सकती है और यह वह जगह है जहां बहाली और पुनर्निर्माण के लिए कार्यान्वयन की व्यवस्था की गई है और यह सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसे इसे वित्तपोषित किया जाए और कैसे इसका वित्तीय प्रबंधन किया जाए कई मामलों में आपदा के बाद हम इस बात पर चर्चा करते रहते हैं कि विभिन्न राजनीतिक संस्थान धन का कुप्रबंधन कैसे करते हैं और इन निधियों को कैसे वितरित किया जाए इस पर कैसे विचार विमर्श करें और इन बातों पर कैसे बातचीत करें प्रक्रिया में सामंजस्य कैसे लाएं यह वह जगह है जहां पी डी आर एफ पोस्ट डिजास्टर रिकवरी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की दिशा में हैं इसलिए ये कार्यान्वयन 6 विभिन्न चरणों में हैं और पुनर्निर्माण के दिशा निर्देशों पर कार्य करता है समग्र रूप से एक बेहतर निर्माण की दृष्टिकोण को दर्शाता है उन्होंने इन पहलुओं को संबोधित किया है एक स्पष्ट रूप से निर्माण है यह एक सुरक्षित निर्माण अभ्यास है और इसे भूकंप प्रतिरोध का पालन करना चाहिए यह प्रमुख है दूसरा विकेंद्रीकरण है विकेंद्रीकरण और समन्वय तंत्र फिर स्थानीय संसाधनों का उपयोग स्थानीय श्रम स्थानीय कौशल स्थानीय सामग्री का उपयोग करना है यह वास्तव में वित्तीय और परिचालन लागत को बहुत कम कर देगा और यहां तक कि यह प्रबंधन प्रक्रियाओं के लिए भी आसान होगा यह वह जगह है जहां हम स्व चालित पुनर्निर्माण के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में लोगों को संलग्न कर सकते हैं ताकि वे अपनी क्षमताओं अनुसार निर्माण कर सकें मुख्य धारा डी डी आर और हितधारकों का जुटान कर सके और कैसे हम डीआरआर को विकास प्रक्रिया की मुख्यधारा में ला सकते हैं और कैसे हम हितधारकों को जुटा सकते हैं उसके बाद हम यह सुनिश्चित कर सके कि अनुदान विभाग में एकरूपता हो और जिसे हम जी ई एस आई कहते हैं विशेष रूप से दक्षिण एशियाई संदर्भ में जी ई एस आई को संबोधित करते हुए इसे लिंग समानता और सामाजिक समावेश कहा जाता है इसलिए यह जी ई एस आई लैंगिक और समानता के पहलुओं और सामाजिक पदानुक्रम आपदा और विकास प्रक्रिया में विकासशील देशों के विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती में से एक है सामाजिक विवाद और स्थानीय संस्कृति को नुकसान से बचाने की यह सामाजिक समरसता भी है जो कि मैंने परिलक्षित की है एक सद्भावना बनाए रखना और अच्छी प्रथाओं से सीखना इसलिए कई मामलों में क्या होता है एनजीओ या कुछ एजेंसियां या एक सेटअप सामने आते है और वे 2 3 5 साल के लिए काम करते हैं और फिर वे गायब हो जाते हैं तो इस अभ्यास के साथ इन पाठों के बारे में उन्होंने यह निर्धारित किया है कि इसे कैसे आगे ले जाना है यह एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिससे हमें निपटना है कि कैसे हम इसे बढ़ा सकते हैं फिर स्वीकृत पुनर्निर्माण नीति पुनर्निर्माण अधिनियम कानूनन पुनर्निर्माण या अलग अलग दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं है तो यह वह जगह है जहां एन आर ए नेशनल रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी यह 4 महत्वपूर्ण प्राधिकरण लाता है चाहे ये सभी नीति अधिनियम या पुनर्निर्माण कानून के माध्यम से हो जो 4 महत्वपूर्ण चिंताओं के बारे में बात कर रहे हैं एक आपदा के जोखिम को समझने की बात करता है जिसमें जलवायु परिवर्तन भी आता है एक है आपको जलवायु परिवर्तन और डी आर आर के साथ लिंक करने की आवश्यकता है जो एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि जोखिम आपदा एक विशेष स्थान के लिए विशिष्ट है लेकिन जलवायु परिवर्तन एक समय लेने वाली प्रक्रिया है और यह बहुत धीरे धीरे होता है क्योंकि प्रभाव का कारण इस स्थान पर नहीं दिखता है इसका कारण कहीं और प्रभाव कहीं और भी देखा जाता है इसलिए मैं समग्र रूप से सोचता हूं कैसे इस महत्वपूर्ण बात को पूरे दृष्टिकोण जोड़ सकते हैं फिर पुनर्निर्माण के दौरान लोगों की आजीविका जरूरतों को संबोधित कर सकते हैं इससे बहाली प्रक्रिया में पारंपरिक आजीविका का क्या होता है और हम ग्रामीण आजीविका को कैसे सुधारसकते हैं फिर मैंने आपके साथ पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में लिंग और सामाजिक समावेशन पर चर्चा की हम महिला नेतृत्व को कैसे बढ़ा सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं यह सबसे वंचित समुदाय है तो हम इसे कैसे कर सकते हैं हमें इसे सामने लाने के अवसर के रूप में देखना होगा विकेंद्रीकरण और शासन की जानकारी को कैसे आगे बढ़ाया जाता है कैसे चीजों का प्रबंधन किया जाता है और कैसे चीजों का समन्वय किया जाता है कैसे चीजों की देखरेख की जाती है कैसे चीजों को देखा जाता है इसलिए यह सब केंद्रीकृत दृष्टिकोण के बजाय हमें विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण के बारे में सोचने की जरूरत है अब यह समन्वय सरकार और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एजेंसियों और अन्य हितधारकों के बीच संस्थागत तंत्र है इसलिए जब हमारे पास एन आर ए केंद्रीय कार्यालय है तो यह एनजीओ क्षेत्रीय मंत्रालय और केंद्रीय कार्यालय के साथ कैसे समन्वय कर रहा है और यहां आप देख सकते हैं कि यह मंत्रालय जिला क्षेत्र और समुदाय के लिए विभाग के साथ आ रहा है तो यह एक कीप के रूप में जा रहा है इसी प्रकार साचिविक इकाई जिला स्तर जिला कार्यालय क्षेत्र कार्यालय नगरपालिका समुदाय आधारित और व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय कार्यालय है तो यह कैसे इस पहलू में जुड़े हुए हैं इसी तरह केंद्रीय कार्यालय जिला कार्यालय और आपके द्वारा ज्ञात क्षेत्र कार्यालय इस पहलू से जुड़े हुए हैं इसलिए वे सभी बार बार सूक्ष्म स्तर पर जा रहे हैं और यहां हमें स्थूल स्तर के बीच एक गंभीर संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता है और यह सूक्ष्म स्तर कैसे परिलक्षित होता है और इसी तरह राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एजेंसी प्राधिकरण के साथ एक केंद्रीय संगठन के पास संचालन समिति सलाहकार परिषद और अपील समिति जो कार्यकारी समिति के साथ तैयार होती है और कैसे आपके पास मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसमें सी ई ओ सचिवालय और विशेषज्ञों के समूह के साथ बातचीत की सुविधा समिति है और आपके पास अलग अलग विषयगत समूह हैं और सचिव समन्वयकारी पहलू है उसमें उनके अलग अलग कार्यक्रम हैं उनमें से एक योजना निगरानी और विकास सहायता समन्वय प्रभाग की नीति है यह विरासत संरक्षण के बारे में बात कर रहा है विशेष रूप से नेपाल में दरबार स्क्वायर जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है हम संरक्षण को कैसे देख सकते हैं तीसरा पहलू समझौता विकास आवास और सड़कों जैसे स्थानीय बुनियादी ढांचे को देखता है और यह पूरी तरह से सामाजिक गतिशीलता पर है कि हम मानव और संसाधन कैसे जुटा सकते हैं और यह वह जगह है जहां हम सार्वजनिक भवन अनुभाग विरासत संरक्षण और भौतिक बुनियादी ढांचे के बारे में बात करते हैं यह एक आवास समझौता विकास और भूमि विकास भूवैज्ञानिक को केंद्रित करके बात कर रहा है इस तरह इस पूरी बात को समन्वित किया गया और फिर इसे विभिन्न नीति सूचना प्रबंधन बजट विकास कानूनी निर्णयों मानव संसाधन प्रबंधन में आगे बढ़ाया गया तो यह विभिन्न प्रकार के नेटवर्क हैं जो एक प्रकार का पेड़ बन रहे हैं आप जानते हैं कि कैसे यह बहुत अधिक व्यक्तिगत विभागों के लिए शाखाओं में बंट रहा है फिर डिवीजनों में पर इसके क्षेत्रों में इस तरह एनआरए की संगठनात्मक संरचना विकसित की है अब कुछ उदाहरण हैं कि किस तरह वे भी समुदायों को सिंचाई पुनर्वास को समझने में सक्षम होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कैसे वे अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं कैसे वे आपके खेतों को जान सकते हैं और बढ़ा सकते हैं बेरोजगार युवाओं और राजमिस्त्री प्रशिक्षण के समुदायों को बना सकते हैं ताकि वे उस कौशल को सीख सकें और स्वयं सहायता आवास प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें विकासशील देशों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए स्वच्छता और जागरूकता विशेष रूप से लिंग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और आप जानते हैं कि धार्मिक कारणों की वजह से कुछ महिलाओं के पास शौचालय नहीं है कुछ सामाजिक कारण भी हो सकते हैं लेकिन हमें उन्हें कैसे संवेदनशील बनाना है और उन्हें जागरूक करना है कि उन्हें स्वच्छता प्रक्रियाओं को अपनाना होगा उन्हें कैसे पालन करना है और उन्हें कैसे महत्व देना है फिर बुजुर्ग लोगों के लिए एक प्रकार का टी शेल्टर है आप जानते हैं कि वे भी कैसे हो सकते हैं लेकिन जब आप उनके अस्थाई शेड को देखते हैं तो आप टिन की चादरें जस्ती चादरें जो उन्होंने रखी हैं उसके बारे में जानते हैं इसलिए उन्होंने इस तरह की योजनाएं विकसित की है अब सबसे पहले इन जरूरतों को पूरा करने के लिए न तो धन और न ही उपकरणों के लिए मानव संसाधन पर्याप्त हैं क्योंकि आवश्यकताएं बहुत विशाल हैं एक डी आर आर की जटिलता जलवायु परिवर्तन और लैंगिक समानता और सामाजिक समावेश को संबोधित कर रहा है जो महत्वपूर्ण चुनौती में से एक बन गया है क्योंकि हमें क्षेत्रीय विकास प्रक्रिया और कार्यक्रमों को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता है इसलिए क्षेत्रीय विकास को समझ कर समग्र रूप से इसे ठीक करना है और इसे एक कार्यक्रम के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है हमारे पास बहुत सारे उपकरण हैं लेकिन कोई मानक दृष्टिकोण या कार्यप्रणाली लागू नहीं है इसलिए यह एक महत्वपूर्ण कारण है कि उपकरण होने के बावजूद हम एक तरह का मानक दृष्टिकोण प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं एन आर ए के लिए एक अच्छी तरह से संरचित निगरानी योजना भी विभिन्न स्तरों पर आवश्यक है हालांकि हमारे पास एक अलग संगठित संरचना है हमें निगरानी योजना के बारे में सोचने की जरूरत है जो नीचे के स्तर की वास्तविकताओं को संबोधित कर सकती है मुझे लगता हैमैंने आपको संक्षिप्त जानकारी दी है कि नेपाल में क्या हुआ और इस पूर्ण निर्माण को कैसे बेहतर ढंग से अपनाया गया इन दोनों के बारे में इस के व्यवस्था से ही जाना जा सकता है आप कानूनी निर्देशों को जानते हैं कि वे कैसे जिन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और वे किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो इसने आपको बेहतर पूर्ण निर्माण की चुनौतियों के बारे में बताया है